हैलो दोस्तों आज हम मूलबातो को समझते हुए मल्टीमीडिया प्रस्तुति देखने जा रहे हैं इससे पहले हमने प्रस्तुति के कुछ पहलुओं से निपटा है और जो इस विशेष संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है हमें यह जानना होगा कि छवि घटक और पाठ घटक कैसे एकीकृत होते हैं हमारी अब तक की चर्चा ने छवियों के मूल पर ध्यान केंद्रित किया है लेकिन दोनों के बीच संबंध जिस तरह से उन्हें संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया जा सकता है चालाकी से समझा जा सकता है और एक सफल तरीके से उपयोग किया जा सकता है वह कुछ ऐसा है जिसकी शायद थोड़ी और जांच की जरूरत है बाद में निश्चित रूप से संगीत घटक तब जोड़ा जाएगा जब हमारे पास मौखिक आयाम पर एक व्याख्यान होगा जो प्रस्तुतियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है जहां प्रासंगिक है लेकिन सामान्य ध्वनि या संगीत जब तक कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है प्रस्तुतियों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वे हमें विचलित करते हैं लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं न केवल प्रस्तुतियों पर लागू होता है वे वेब पेजों पर भी लागू हो सकते हैं वे विज्ञापनों पर लागू हो सकते हैं वे कई प्रकार के तत्वों पर लागू हो सकते हैं जो हमें दृश्य संस्कृति में मिलते हैं और इसीलिए हम उनसे अधिक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए मल्टीमीडिया आयाम पर मैं जल्दी से चर्चा करूँगा जब कई घटक एक साथ आते हैं तो हम इसे मल्टीमीडिया कहते हैं और अगर हम परतों को देखने लगते हैं तो पहला कदम यह होगा कि हम टेक्स्ट या विजुअल को देखें टेक्स्ट शुरुवात में कहें की ध्वनि के साथ पाठ एक स्तर है ध्वनियों और चित्रों के साथ पाठ दूसरा ध्वनियों के साथ पाठ चित्र संगीत तीसरा स्तर है ध्वनियों छवियों संगीत और अन्तरक्रियाशीलता के साथ पाठ और हमारे पास मल्टीमीडिया की समग्रता है आज हम पूरी तरह से एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो ग्रंथों और छवियों के बीच संबंध है बाद में हम मौखिक रूप से या संगीत को अलग से लेंगे और जब आप इस व्याख्यान को खोज लेंगे और इसे आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप इसे लिंक कर पाएंगे तो हम छवियों ग्रंथों उनकी स्थिति और महत्व छवियों और ग्रंथों के बीच संबंध वे कैसे बातचीत करते हैं उनका इंटरैक्टिव अर्थ जब हम ऑडियो में लाते हैं तो क्या होता है जैसी चीजों पर स्पर्श डालेंगे और छवि पाठ ऑडियो कुछ ऐसा है जिसे हम अपने व्याख्यान में मौखिकता पर स्पर्श करेंगे लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो कृपया इसे लिंक करें या कृपया इसे इस विशेष व्याख्यान से संबंधित करें क्योंकि समय की कमी के कारण हम यहां इसकी चर्चा नहीं करेंगे एनीमेशन की दुनिया और हम कुछ केस स्टडीज को देखेंगे जो हमारे शोध के एक हिस्से के रूप में एक या दो गतिविधियां हो सकती हैं जो हम एक साथ कर रहे थे और फिर हम इसे एक दिन कहते हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं आप के साथ कुछ गतिविदियाँ साझा कर सकूंगा जो आपको उत्साहित करेंगे आपकी रुचि करेंगे और चर्चा मंच पर समूह चर्चा का नेतृत्व करेंगे इसलिए यदि आप छवियों और ग्रंथों के साथ संबंध देख रहे हैं तो यहां पहला उदहारण है इस स्थिति में हम पाते हैं कि सूर्य का चित्र पहले और फिर सूर्य को लिखित प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में यदि वस्तु असंदिग्ध है जैसे हमें बोतल या जो भी कहना है तो अर्थ बहुत स्पष्ट है और फिर आपको पता चलता है कि किस तरह का वह बोतल है वास्तव में यह वहाँ क्या कर रहा है और इस तरह की चीजें हैं यह पहला तरीका है जिसे आप किसी तरह के आश्चर्य के तत्व के रूप में रख सकते हैं तो आप एक नारंगी सर्कल देखते हैं और केवल सूर्य शब्द वहां दिखाई देता है आप इसका अर्थ बनाते हैं और आप इसे एक विशेष तरीके से संबंधित करते हैं अब आप अपनी प्रस्तुति में ऐसा करना चाहेंगे यदि आप अपनी प्रस्तुति में ऐसा करना चाहते हैं तो यह किस उद्देश्य से काम करता है क्या यह नाटकीय है क्या यह अन्य तरीकों से प्रासंगिक है ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आपको इस विशेष प्रकार की प्रस्तुति करने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता है आप एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं जहाँ टेक्स्ट और इमेज लगभग एक दूसरे के बहुत करीब हो आप उस इमेज को यहाँ पर रख सकते हैं और साथ ही साथ यह आपकी पसंद है हम कहते हैं कि आप छवि को यहाँ रखें और वहाँ रखें यहाँ दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं एक यह है कि दूरी के साथ साथ अभिविन्यास भी होनी चाहिए और दूरी की भावना का संचार करने के लिए दोनों के बीच विवेक या अंतर होता है अर्थ क्षमता या दोनों के बीच संबंध को व्यक्त करने की क्षमता इस तरह प्रक्रिया के द्वारा कम से कम हो सकती है आपके पास दूसरा रास्ता भी है आप पहले पेश किए गए पाठ को ले सकते हैं और फिर छवि का अनुसरण कर सकते हैं यह भी प्राथमिकता आदेश की भावना का संचार करने में कामयाब होगा क्योंकि अगर कुछ पहले आता है क्या यह अधिक महत्वपूर्ण हैअगर कुछ बादमे आता है क्या यह अधिक महत्वपूर्ण है वे उदाहरण के लिए आकार के तत्व का संचार करने में भी कामयाब रहे अगर हमारे पास बहुत बड़ा सूरज होता तो कौन जानता है कि इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगा अब ये ऐसे मुद्दे हैं जो चीजों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम देखते हैं कि न केवल अभिविन्यास न केवल प्रस्तुति का तरीका बल्कि आकार विशिष्टता दोनों के बीच संबंध ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मल्टीमीडिया संचार के प्रतिपादकों मे से एक रिचर्ड मेयरमल्टीमीडिया संचार है और आप इस स्लाइड के अंत में उनका संदर्भ प्राप्त करते हैं विभिन्न चीजों के बारे में बात करते हैं जो तब काम करती हैं जब आप चित्र पाठ या चित्र पाठ और एनिमेशन एक साथ रख रहे होते हैं और मैं मूल साझा करूंगा इसका सार और लिंक प्रदान किया गया है जिसे आप देख सकते हैं और उस पर एक नज़र डाल सकते हैं जो आपको कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि आपको इसे और अधिक रोचक और अधिक रोमांचक बनाने के लिए छवियों और ग्रंथों और एनिमेशन को एक साथ कैसे जोड़ना चाहिए मेरे पास यहां मेरे साथ अन्य उदाहरणों की एक श्रृंखला भी है जो आपको इसमें अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी अब आप देखते हैं कि छवियों को ग्रंथों के रूप में माना जा सकता है वास्तव में इससे क्या मतलब है यहाँ अपोलिनेयर की एक कविता है वह एक फ्रांसीसी कवि है जहां उन्होंने कॉलिग्रामम्स नामक प्रयोग शुरू किया जहां आप देखते हैं कि यह सुलेख के साथ साथ कविता का एक संयोजन है पेरिस को एफिल टॉवर की छवि के रूप में प्रस्तुत करते हैं ऐसा नहीं है पेरिस एक तरह से व्यक्त किया गया है जैसा कि एफिल टॉवर के रूपक रूप में प्रस्तुत किया गया है और एफिल टॉवर शब्दों से बना है और ये शब्द उनकी अपनी योग्यता से कुछ अर्थ बताने में कामयाब हैं और वे एक छवि का संचार करने में कामयाब रहे जो पेरिस शब्द की अपनी केंद्रीयता के साथ छवि में ही है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कुछ चीजों को व्यक्त करने में कामयाब रहे ठोस कविता शताब्दी के मध्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गई और इस तरह की कविताओं में बहुत सारे प्रयोग किए गए जो छवियों और ग्रंथों को मिलाते थे और जहां ग्रंथ चित्र है और अपनेआप मे समकालीन संदर्भ के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है जहां ग्रंथ एनिमेटेड हो सकते हैं वे अक्षर हो सकते हैं और जब हम मुद्रण कालाटाइपोग्राफी Typography है के बारे में बात करते हैंटाइपोग्राफी विशिष्ट विशेषताओं को व्यक्त करने का प्रबंधन करती है गुणवत्ता विशेष पाठ की विशेषता है मैं जल्दी से उस पर संपर्क करूंगा और फिर हम छवियों और ग्रंथों या ठोस कविता पर फिर से आगे बढ़ेंगे यदि आप उदाहरण दे रहे हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की टाइपोग्राफी है हालाँकि मैंने उदाहरणों के बारे में यहा नहीं दिया है मैं उन्हें आपके लिए स्लाइड पर रखूँगा आप उन्हें देख सकते हैं आप पाएंगे कि कुछ टाइपोग्राफी विशेषताएं आपको लालित्य स्मार्टनेस परिष्कार के बारे में बताती हैं कुछ अन्य कदम आपको पुरातनता की भावना का संचार करते हैं यहाँ क्यों नहीं अगर हमारे पास कुछ पत्र हैं तो हम इसे बहुत तेज़ी से आपके साथ साझा कर सकते हैं यदि आप स्पष्ट रूप से गॉथिक जैसा कुछ को देख रहे हैं कि हम तो यह कुछ अलग तरह के जुड़ाव को व्यक्त करता है तो हम कैलीब्री के साथ क्या देखने में सक्षम थे या हमें यह कहना चाहिए कि अगर हम बर्नार्ड कंक्रीट जैसी किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो कुछ का प्रबंधन कुछ और संवाद करता है इनमें से प्रत्येक मामले में टाइपोग्राफी की छवि गुणवत्ता संवाद करने का प्रबंधन करती है विभिन्न अर्थ बताती है ठीक है कुछ विज्ञान से जुड़े हैं कुछ प्राचीनता के इतिहास से जुड़े हैं कुछ अलग अलग चीजों से जुड़े हैं तो टाइपोग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मैं आपको थोड़ी देर बाद एक और ठोस उदाहरण दूंगा पहले एक को जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा ईस्टर विंग्स के रूप में जाना जाता है एक 16 वीं शताब्दी की कविता जो फिर से छवि के तत्व से संबंधित है तो आप देखते हैं कि कविता प्रभु की प्रार्थना के बारे में है जहां पंखों का रूपक बहुत महत्वपूर्ण है और कविता को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह पंखों की तरह दिखता है और वास्तव में इसे अलग तरह से उन्मुख माना जाता है इसे एक अलग तरीके से देखना चाहिए क्योंकि तब यह बहुत पंखों की तरह दिखाई देगा हमें ऐसा कुछ कहना चाहिए जो एक छवि की भावना का संचार करता है जिसके भीतर पाठ अंतर्निहित है और यहां ठोस कविताओं के अन्य उदाहरण हैं जहां आप देखते हैं कि केंद्र में शब्दों की अनुपस्थिति में मौन का नाटक किया जाता है या एक सेब को स्वयं द्वारा अपनी प्रशंसा का बार बार उद्घोषणा दर्शाया जाता है हम इससे आगे बढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया है और यदि आप शोले के इस उदाहरण को देख रहे हैं जिसका अर्थ है एक जलता हुआ कोयला आप आग का तत्व देख सकते हैं आग का रूपक बहुत विशिष्ट रूप से टाइपोग्राफी के इस उदाहरण में प्रस्तुत किया गया है तो आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया है कि ग्रंथों के रूप में चित्र क्षमा करें ग्रंथों के रूप में चित्र हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और यहां उदाहरण हैं कि यह कैसे होता है यह कुछ ऐसा नहीं है जो अकादमिक पांडित्यपूर्ण है या सामान्य से बाहर है यह रोजमर्रा का अनुभव है जब हम अपने चारों ओर विज्ञापनों को देखते हैं और जिस तरह से लोग हमें समझाना चाहते हैं या इस से जोड़कर अर्थ की जटिलताओं को संप्रेषित करते हैं अब आप देखें कि ग्रंथ भी एनिमेशन बन सकते हैं अब तक हमने ग्रंथों को चित्रों के रूप में देखा है लेकिन जब पाठ एनिमेशन बन जाते हैं तो वे कुछ अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं जैसे वे चित्र हैं या उनके पास कुछ छवि गुण है वे अभिनेताओं को भी पसंद करते हैं क्योंकि वे विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं और भले ही वे किसी भी चीज़ की छवियां नहीं हैं जो टाइपोग्राफी को व्यक्त करने का प्रबंधन करता है भले ही वे अभिनेता हों वे एक अलग तरह का अर्थ बताने में कामयाब रहे जो छवियों से जुड़ा है तो एक पाठ चारों ओर कूद सकता है जो एक विशिष्ट भावना का संचार कर सकता है जिसे हम ऐसे कई उदाहरणों पर देखेंगे अब ग्रंथ अपने अर्थ के माध्यम से उन अर्थों को भी संप्रेषित कर सकते हैं जो ग्रंथों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं एक पाठ जो खुश है वह उड़ता हुआ पाठ है एक पाठ जो भयानक है डरावना है तो आप देखते हैं कि ग्रंथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जो उस अर्थ को संप्रेषित करता है जिसे वे व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं अब इनमें कई दिलचस्प निहितार्थ हो सकते हैं वे बहुत शक्तिशाली रूप से हमारे दिमाग में हेरफेर कर सकते हैं और दिलचस्प रूप से आप देखते हैं कि विभिन्न फिल्मों में विशेष रूप से कई फिल्मों में जब आप क्रेडिट देख रहे होते हैं तो शुरुआती क्रेडिट जो आपको लगता है कि एनिमेशन का उपयोग किया जाता है और वे संवाद करने का प्रबंधन करते हैं अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों में यदि आप क्रेडिट देख रहे हैं तो प्रारंभिक क्रेडिट तो आप पाते हैं कि यह बहुत प्रभावी रूप से पाया जा सकता है अब मैं आपके साथ क्या साझा करना चाहता था जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह कुछ ऐसा है जो मेरे और मेरे छात्रों द्वारा कुछ समय में कुछ शोधों से संबंधित है और यह एक अलग तरीके से अर्थ को संप्रेषित करने में कामयाब रहा जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं जिस तरह से ग्रंथों का व्यवहार होता है और कुछ छोटी कविताएँ भी होती हैं जो फिर से विभिन्न चीजों को संप्रेषित करने में कामयाब होती हैं इसलिए मैं उनके माध्यम से जाऊंगा और मैं उन्हें अभी आपके साथ साझा करूंगा इसलिए यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यदि आप यहां टाइपोग्राफी देख रहे हैं आप अपने लिए देख सकते हैं कि यह कैसे व्यवहार करता है या यदि आप इसे देख रहे हैं तो यह दो अलग अलग चीजों को व्यक्त करता है धीमेपन के कारण और बिना बताये कदम उठाए जा रहे हैं और पदानुक्रमित तरह की चीज भी जो ऐसा हो सकता है कि वह सीढ़ियों से नीचे चली जाए तो कुछ अर्थों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें पाठ के व्यवहार के माध्यम से व्यक्त किया जाता है स्टेपिंग पैटर्न जो सीढ़ियों से नीचे की ओर चलने जैसा है कमरे में और एक के बाद एक कदम उठाते हैं जो इस विशेष एनीमेशन के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं या यदि आप इस एक को देखते हैं हिंसा का तत्व जहां पाठ अपना रंग बदलता है और फिर तरह तरह के फैलाव है और सफेद से लाल रंग में बदलने में सक्षम है रक्त और सभी प्रकार की चीजों के माध्यम से हिंसा की भावना का संचार करना और फिर चकनाचूर करना नष्ट करना एक ऐसी चीज है जिसे इस एनीमेशन के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है अब आप देखते हैं कि जब एक ही शब्द को एक अलग तरह का रंग दिया जाता है जहां यह डर का रंग है और डर का है और डर का व्यवहार नीले रंग का है तो अर्थ मौलिक रूप से अलग है इसकी तुलना करें और आप अंतर देख सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं इसलिए अर्थ बहुत अलग हैं इसलिए जब लहरें चट्टानों के पार जाती हैं तो वे चारों ओर फैल जाती हैं और वे बार बार ऐसा करती रहती हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम इस विशेष एनीमेशन को देखते समय व्यक्त करने में सक्षम होते हैं पतझड को या इसे फिर बेखेगे यहाँ रंगों के संघ के माध्यम से एक तरह की कविता का एक उदाहरण है विभिन्न रंग जो ग्रे स्केल में हैं दोपहर का तत्व शरद ऋतु का तत्व कुछ खास तरह की उम्र बढ़ने के तत्व परिलक्षित होते हैं यहाँ एक और कविता है इसके पास एक यांत्रिक गुण है जैसे कि कोई इस कविता को टाइप करता है तो यह किसी का सहयोग देता है की वह वापस आकर अपने टाइपराइटर पर बैठ सकता है और इस अंक को टाइप कर सकता है यहाँ एक और उदाहरण है जो इससे बहुत अलग है इसका प्रभाव इस तरह से बनता है कि शून्यता का प्रकार अलग हो जाता है और शून्यता का प्रकार फैलता है तो आप देखते हैं कि इस शून्यता के बारे में एक विशेष गुण बनाया जाता है कि यह शून्यता एक विशिष्ट प्रकार की होती है यहाँ एक अंतिम है लेकिन एक उदाहरण है तो आप पाते हैं कि इन मामलों में से प्रत्येक में यदि आप एक साधारण पाठ के साथ विभिन्न तुलना कर रहे हैं तो अर्थ बहुत अलग है और आप उन चीजों को करने में सक्षम हैं जो विभिन्न समय की अंको पर विभिन्न चीजों को व्यक्त करने में सक्षम हैं मैं आपको सीएमयू कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में किए गए काम से एक और उदाहरण दूंगा और यह उनके पाठ एनीमेशन और परियोजना का हिस्सा है जिसे गतिज पाठ परियोजना के रूप में जाना जाता था और उम्मीद है कि यह आपको एक उदाहरण देगा हमारे ग्रंथों को कितने शक्तिशाली तरीके से भावनात्मक प्रभाव बनाने का अनुभव किया जा सकता है अब यदि आप इस विशेष क्लिप को देख रहे हैं जिसे मैंने अभी आपके साथ साझा किया है मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डालता है और फ्लेक्स के साथ शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ एक कर सकता है इन्हें उत्पन्न करें कई अन्य सॉफ़्टवेयर हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और कोई भी इन्हें उत्पन्न कर सकता है और इसे आपकी प्रस्तुति के लिए पेश किया जा सकता है इसे गतिशील बनाने के लिए रोमांचक बनाने के लिए ये विशिष्ट स्थानों पर हो सकता है ऑडिओज़ को वहां पेश किया जा सकता है आपके पास नाटकीय ठहराव हो सकते हैं और इसे बहुत शक्तिशाली प्रभाव बनाते हैं लेकिन इसे इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है यह आपके वेब पेज का एक हिस्सा हो सकता है यह आपकी विज्ञापन रणनीति का हिस्सा हो सकता है यदि आप केवल प्रस्तुति के अलावा अन्य व्यवसाय करने में आगे बढ़ रहे हैं तो इसे कई अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जा सकता है इसलिए यह उन चीजों में से एक है जो मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता था लेकिन फिर हम छवि और ग्रंथों के साथ उनके संबंधों पर आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कि पाठ वही शेष है यदि छवि बदलते है तो अर्थ बदल जाती है तो वास्तव में यह विशेष छवि क्या बताती है संभवतः यह आपको कुछ मापने के बारे में बताता है या कुछ मापने में सक्षम नहीं है या किसी समस्या का सामना करने या मापने की चुनौती को उठा रहा है अब हम अगली छवि को देखते हैं पाठ समान है लेकिन छवि बहुत अलग है शून्यता किसी को दूसरी तरफ इंतजार कर रही है वे इसके माध्यम से चलने की इच्छा रखते हैं दूसरी तरफ इसलिए कई अन्य अर्थ उत्पन्न होते हैं तो पाठ एक ही शेष है पर छवियों अलग किया जा रहा है आप को मौलिक अलग अर्थ हो सकता है और यहा ही अन्य तरीके से भी हो सकता है यहाँ आपकी एक छवि है हम कहते हैं कि यह पहला शीर्षक है आपके पास इसका एक विशेष समझ है कि इसका क्या मतलब है अब जिस तरह से आप इस छवि को समझेंगे वह बहुत अलग होगा यदि आप इसे दु ख कहते हैं और यह इस बात का एक व्यक्तिगत अर्थ देता है और आप कह सकते हैं कि यह वान गाग की बहन है हम नहीं जानते कि शीर्षक को क्या कहा जाता है और इस बार शीर्षक बदलावा छवि के अर्थ को बदल देता है तोआप देखते हैं कि वे एक साथ बातचीत करते हैं और वे एक अलग अर्थ बनाते हैं अक्सर वह बात मायने रखती है जिसके साथ आप पहले से परिचित हैं हर बार जब आप इसे अलग अलग शीर्षकों के साथ पेश करते हैं तो छवि का अर्थ बदल जाता है इसलिए आपको इस तथ्य से अवगत कराना है कि ग्रंथ और छवि जब वे बातचीत करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं और इनका हेरफेर किया जा सकता है और एक प्रस्तुति में यह हेरफेर फिर से बहुत महत्वपूर्ण है विज्ञापन में यह बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न अन्य स्थानों में इसका उपयोग बहुत ही सकारात्मक तरीके से किया जा सकता है और यह मल्टीमीडिया की दिशा में पहला कदम है तब निश्चित रूप से ध्वनि आती है जैसा कि मैंने आपके साथ पहले साझा किया था तो शब्द और छवियों के बीच बातचीत के माध्यम से अर्थ उत्पन्न होता है शीर्षक कहानी के बारे में अपेक्षाओं को उत्पन्न करता है जो बहुत अलग तरह का अर्थ उकसाता है हर बार शीर्षक उस कहानी के अर्थ को बदल देता है जिसके बारे में आप लिखते हैं वह बदल जाती है मैंने इसे छात्रों की एक कक्षा के साथ आज़माया और हर बार शीर्षक के लिए कहानियाँ अलग अलग थीं जब हम कहते हैं कि 10 लोगों को एक शीर्षक के साथ एक छवि दी गई थी अन्य 10 लोगों को दूसरे शीर्षक के साथ एक ही छवि दी गई थी और उन्हें इसका आकलन करने और इसे समझने के लिए कहा गया था उन्होंने इसे बहुत अलग तरीके से समझा इसलिए हमारे पास इन तत्वों में हेरफेर करके लोगों को चीजों को समझने के तरीके में हेरफेर करने की क्षमता है छवियों और ग्रंथों का उपयोग बहुत अलग तरीके से किया जा सकता है यहां केवल एक पाठ का एक उदाहरण है अगर आप तस्वीरों को देखें तो आप करीब से देखेंगे कि यहाँ एक आदमी टीवी के सामने बहुत कम समय बिता रहा है और उसकी पत्नी बहुत ही दयनीय है और एक दुखी के अनुसार उसकी ज़िंदगी बना रही है और फिर वह एक तरह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा है और एक दिन जब वे कहीं मिलते हैं और आप देख सकते हैं कि वह गोली मारता है और 6 धमाके होते हैं और 3 क्लिक उसकी हताशा के स्तर को इंगित करते हैं क्योंकि हत्या खत्म हो गई है लेकिन वह ट्रिगर पर क्लिक करता रहता है और फिर वह आगे बढ़ने की योजना बना रहा है यह छवि अपने आप में बहुत सारे अर्थ व्यक्त करती है दूसरी तरफ अगर हमारे पास केवल शब्द हैं तो मृत्यु के संचार का तत्व और यह उसके लिए कितना निराशाजनक है या जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी की हत्या हुई है ये प्रतिबिंबित नहीं होंगे तो यह अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा यह केवल उन छवियों के साथ है जो हमने पहले देखा था यह एक विशिष्ट तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है आपके पास बिना शब्दों के कहानियाँ हो सकती हैं और ऐसे कुछ मामलों में जहाँ चित्र और ग्रंथ इतने संबंधित हैं कि शब्दों के बिना इस कहानी का संचार नहीं किया जा सकता है या कहानियाँ जहाँ आप देखते हैं कि चित्र वस्तुतः अधिक चित्रमय बने रहते हैं यह ऐसे शब्द हैं जो इसे एक अर्थ देते हैं और अर्थ बदलते हैं इसे रूपांतरित करते हैं अब इस वार्ता के अंत की ओर जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया तथ्य यह है कि ग्रंथ और चित्र पूरक हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं एक ऐसी चीज है जो आपके साथ साझा करके एक कदम और आगे ले जाएगी बहुत सरल प्रयोग जो हमने आई ट्रैकर का उपयोग करके किया उन लोगों के दो सेट जिन्हें ये फल दिखाए गए थे जिन्हें आप यहां देखते हैं और उन्हें इससे पहले दो अलग अलग तरह की चीजों के बारे में बताया गया था एक मामले में लोगों को फलों के बारे में और पहाड़ों के बारे में वैज्ञानिक तथ्य दिए गए थे और दूसरे मामले में लोगों को सौंदर्य संबंधी बातें बताई गई थीं जैसा कि यह सुंदर है और इस तरह की चीजें दोनों फलों और पहाड़ों के बारे में हैं और जब उन्होंने फलों और पहाड़ों को देखना शुरू किया तो यह पाया गया कि एक मामले में जहां सौंदर्य पक्ष दिया जा रहा था उन्होंने अपने व्यवहार को देखना शुरू कर दिया था कि आप ध्यान के अंको को अलग अलग जगहों पर फैलाते हैं और यहां यह थोड़ा अलग तरीके से केंद्रित है और पहाड़ के मामले में यह सब अधिक विशिष्ट है वैज्ञानिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कि लोग इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं सौंदर्य प्रस्तुति के संदर्भ में जहां पहाड़ की सुंदरता को प्रस्तुत किया गया था वे कहीं अधिक खोजपूर्ण थे यह बताता है कि यह व्यवहार में भी परिलक्षित होता था प्रतिक्रियाएं क्योंकि जब उन्होंने इस विशेष पाठ का जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने छवियों के विशेष सेट को प्रबंधित किया वे विचारधाराओं के अलग अलग सेट और प्रतिक्रियाओं के विभिन्न तरीकों से संवाद करने में कामयाब रहे जिन लोगों को फलों के सौंदर्यशास्त्र के बारे में बताया गया था उन्होंने सुंदरता के बारे में या फलों की सुंदरता की कमी के बरेमे बात की और पहाड़ों के सौंदर्यशास्त्र के बारे में बताया गये लोगों ने फिर से ऐसा ही किया जबकि जिन लोगों को वैज्ञानिक तथ्य बताए गए थे उन्होंने स्वास्थ्य को विटामिन देने की फलों की क्षमता उनकी ताजगी या पहाड़ों के बारे में बात की पहाड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छे है इस तरह की चीजों के बारेमे बात की हैं तो आप देखते हैं कि छवियों की संपूर्ण धारणा प्रक्रिया को केवल पाठ में हेरफेर करके परिवर्तित किया जा सकता है ग्रंथों की संपूर्ण अवधारणात्मक प्रक्रिया को भी छवियों को प्रस्तुत करने से पहले हेरफेर किया जा सकता है अध्ययन हमें बताते हैं कि इसे भावना प्रेरण विधियों के रूप में जाना जाता है जहाँ आप देखते हैं कि आप चित्र दिखाते हैं या हम संगीत का उपयोग करते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे उदासी या खुशी की भावना की भावना और ये संवाद करने का प्रबंधन करते हैं जिस तरह से चीजों को समझने के लिए अपने दिमाग में हेरफेर करने का प्रबंधन करते हैं इसलिए आप देखें कि हमने हेरफेर की अवधारणा के बारे में बात की है हम धारणा बातचीत के बारे में बात करेंगे जिस पर बाद में फिर से लोगों को उद्धरण के भीतर एक निश्चित सीमा तक हेरफेर करने के बारे में आश्वस्त किया जाता है जरूरी नहीं कि नकारात्मक अर्थों में लोगों और उनके दिमाग में हेरफेर करें लेकिन हम पाते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो दृश्यों के संदर्भ में पाया जा सकता है और दृश्य ग्रंथों के साथ बातचीत करने के तरीके और दृश्य और ग्रंथों के साथ बातचीत करते हैं जो कि बाद के अंक पर हो रहे हैं जो आपको एक समग्र विचार देगा कि कैसे मल्टीमीडिया एक अधिक शक्तिशाली उपकरण है और संचार के साथ साथ बदलते व्यवहार के लिए बहुत ही जटिल उपकरण का प्रबंधन करता है मुझे उम्मीद है कि ये तत्व आपके लिए सॉफ्टस्किल्स के संदर्भ में दिलचस्प और प्रासंगिक होंगे और मुझे आशा है कि आप इससे संबंधित विभिन्न सर्वेक्षणों को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने दिए हैं ताकि हम एक साथ देख सकें कि हमने कैसे प्रशिक्षण दिया और विशिष्ट संदर्भ में हम कैसे व्यवहार करें